इसलिए अब वोल्टेज Eg Eg∟δ ∟0 j Xeq मैं यहां वही सर्किट डायग्राम ले रहा हूं तो यह आपका बस बार है आपका अनंत बस है और यह Eg∟δ है और इसके माध्यम से बहने वाली धारा I है यह j Xeq है और यह V2∟0 है तो वह इक्विवेलेंट सर्किट है और अगर आप इसे ऐसे करेंगे तब आपको Xeq 05 प्राप्त होगा तो इस तरह हम लिख सकते हैं Eg∟δ बराबर ∟00 j Xeq I तथा आपको यह परिमाण 1 दिया हुआ है और Xeq हमने 05 प्राप्त किया है तो इनका मान यहां रखने पर आपको Eg∟δ 1463∟200 प्राप्त होगा इस प्रकार वोल्टेज का परिमाण 1463 pu और δ 200 प्राप्त होता है और अब अगला PeEgV2xeq sin है इस प्रकार PeEg is 1463 V21xeqis 05 sin और फिर Pe2926 sin अब समीकरण 20 से Hπf d2dt2 Pi Pe यह समीकरण 20 है अगर इसे इलेक्ट्रिकल डिग्री में बदलने की इच्छा हो तो तब H180f d2dt2 Pi Pe यहां Pi1 pu जेनरेटर की मेकेनिकल इनपुट पावर है इस प्रकार इस को H180f d2dt2 1 2926 sin लिखा जा सकता है तो सत्यापन के लिए स्टेडी स्टेट में आप पाएंगे कि 1 2926 sin 0 अगर आप गणना करेंगे तब δ 200 प्राप्त होगा और यहां भी हमने δ 200 प्राप्त किया है तो यह स्विंग समीकरण है और यहां भी सत्यापन करने पर PiPe1 इस प्रकार 2926 sin 1 इस प्रकार δ 200 प्राप्त होगा अब उदाहरण 6 है एक जनरेटर जिसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस 04 है जिसको एक अनंत बस से एक सीरीज रिएक्टेंस 1 pu के माध्यम से जोड़ा गया है तथा जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज 110 pu हैं और अनंत बस का वोल्टेज 1 pu है तो इसका अधिकतम स्टेडी स्टेट पावर कैपेबिलिटी पता करें अर्थात से अगर आप इन सभी चीजों को डायग्राम में प्रस्तुत करें वास्तव में जेनरेटर का उत्तेजित वोल्टेज Eg∟δ है और यह दिया हुआ है की जेनरेटर का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस 04 pu है तो यह xd को हम 04 लिख रहे हैं तथा सीरीज रिएक्टेंस 1puहै और टर्मिनल वोल्टेज का परिमाण 110 दिया हुआ है इसलिए हम Vt 11∟θ लिख रहे हैं अनंत बस का वोल्टेज 1∟0 दिया हुआ है और हमें अधिकतम स्टेडी स्टेट पावर कैपेबिलिटी पता करना है अब हम पहले KVL लगाएंगे यह आपका Eg∟δ jxd I Vt है इसी प्रकार हम I Vt Vx लिख सकते हैं इसलिए I 11∟θ 1∟0 j1 अब समीकरण 1 और 2 का उपयोग करने पर ∟δ मैं बार बार परिमाण नहीं कह रहा Eg ∟δ 11∟θj04 11∟θ 1j1पर आप इसे सरल करेंगे तब आप को Eg∟δ 154 cos 04 j154 sin प्राप्त होगा यह समीकरण है अब अधिकतम स्टेडी स्टेट पावर कैपेबिलिटी δ 900 रखकर प्राप्त किया जा सकता है इसका मतलब वास्तविक भाग को अवश्य 0 होना चाहिए अगर वास्तविक भाग 0 है तभी δ 900 होगा इसका मतलब अगर आप वास्तविक भाग बराबर जीरो रखते हैं तब आप को θ का मान प्राप्त होगा इसका मतलब 154 cos 04 0 इस प्रकार θ 7490 है इसका मतलब यदि यह भाग '0' है तब वास्तव में 154 sin होगा 154 sin θ 7490 रखने पर 1486 pu प्राप्त होगा इसका मतलब Vt वास्तव में 11∟θ है इसलिए Vt 11∟7490 अब Pmax xdx में पूरे लाइन का रिएक्टेंस रखने यह वास्तव में 148610041 यानी 1061 pu प्राप्त होगा इसलिए मैंने स्विंग इक्वेशन और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को समझने के लिए कुछ उदाहरण लिया है अब हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया को समझेंगे अब δ के लिए स्विंग समीकरण का एक हल δ t का एक फलन है जो बड़ी बिजली प्रणाली के एक भाग के रूप में संचालित एकल मशीन की स्थिरता का निर्धारण करता है इसका मतलब जब कभी भी आप स्विंग समीकरण के हल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तब आपको पुनरावृति तकनीक का उपयोग करना पड़ता है जो एक बड़े पावर सिस्टम में कार्य कर रहे एक मशीन की स्थिरता का निर्धारण करता है लेकिन हम जिसे आप इक्वल एरिया क्राइटेरिया कहते हैं को देखेंगे इसलिए सिस्टम के स्टेबिलिटी के जांच के लिए स्विंग इक्वेशन का हल हमेशा जरूरी नहीं होता हमेशा ऐसे नहीं करते बल्कि बल्कि कुछ मामलों में एक सीधा दृष्टिकोण लिया जा सकता है ऐसा दृष्टिकोण इक्वल एरिया क्राइटेरिया पर आधारित है उदाहरण के लिए सिर्फ समीकरण 18 को समझें M d2dt2Pi PePaत्वरक शक्ति है इसका मतलब d2dt2PaM समीकरण 39 है यह है यह t है और यह t के सापेक्ष का ग्राफ है हम ऐसे घूमते हैं यह सिस्टम अस्थाई है लेकिन अगर यह दोलन करता है और किसी भी बिंदु पर विशेष रूप से यह समाप्त होता है तो ddt 0 होगा तो जैसा चित्र 6 में दिखाया गया है यह एक अस्थाई सिस्टम है समय के साथ बढ़ता है और अनंत रूप से यह लगातार बढ़ ही रहा है जिससे मशीन सिंक्रोनीजम को खो रही है इसलिए यह एक अस्थाई सिस्टम है क्योंकि लगातार बढ़ रहा है लेकिन स्थाई सिस्टम में दोलन करता है और अंत में यह डैंपिंग के कारण खत्म हो जाता है इसलिए यह ऐसा जाएगा और अंत में समाप्त हो जाएगा जिसे आप दोलन का समाप्त होना कहेंगे तो यह स्पष्ट है कि अस्थाई सिस्टम के लिए किसी बिंदु पर ddt का 0 होना जरूरी है इस मानदंड को समीकरण 39 से प्राप्त किया जा सकता है इससे यह पता चलता है कि ddt के 0 होने पर सिस्टम स्थाई हो जाएगा यह दोलन करेगा लेकिन अंततः यह दोलन भी समाप्त हो जाएगा समीकरण 39 में दोनों तरफ 2ddt गुना करने पर 2dδdt d2dt2 2 PaM dδdtप्राप्त होगा इसलिए बाईं तरफ हम लिख सकते हैं ddt dδdt 2 यदि आप इसका व्युत्पन्न लेते हैं तो यह इस तरह आएगा इसलिए हम लिख रहे हैं ddt dδdt2 2 PaM dδdt यह समीकरण 40 है तो इसका मतलब अगर आप इस समीकरण को इंटीग्रेट करेंगे तो यह dδdt2 2M 0कोई एंगल है 0Pa dδयह समीकरण 41 है इसलिए dδdt 2M 0Pa dδ यह समीकरण 41 है यह मशीन का समकालिक रूप से घूमने वाले संदर्भ फ्रेम के संबंध में सापेक्ष गति देता है हम मानते हैं कि δe st अर्थात ddt dedt sका मतलब यह मशीन का समकालिक रूप से घूमने वाले संदर्भ फ्रेम के संबंध में सापेक्ष गति देता है तथा स्थाई होने के लिए गति को यानी dδdtको अवश्य 0 होना चाहिए यानी डिस्टरबेंस के कुछ समय बाद समीकरण 41 से यह पुनः स्थाई हो जा रहा है स्थायित्व के लिए गति का कुछ समय बाद 0 होना आवश्यक है इसका मतलब मैंने आपको यह ग्राफ दिखाया था यहां स्थायित्व के लिए dδdt का 0 होना आवश्यक है इसलिए समीकरण 41 से यदि dδdt 0 है तो 0Pa dδ को 0 लिखा जा सकता है इस प्रकार हम लिख सकते हैं की 0Pa dδ0 तो यह समीकरण 42 है अब हम इक्वल एरिया क्राइटेरियन की बात करेंगे आप यह माने की मशीन एक संतुलन बिंदु पर कार्य कर रही है यह आपका संतुलन बिंदु 0 है और इसके संगत यांत्रिक पावर इनपुट Pi0 है यह क्षैतिज रेखा यांत्रिक पावर इनपुट Pi0 है लेकिन हम लिख रहे हैं Pe0 Pi0 जैसा कि चित्र 7 में दिखाया गया तो यह मानिए कि क्षैतिज रेखा Pi को अचानक से बढ़ा दिया जाता है मतलब यह स्टेडी स्टेट स्थिति में कार्य कर रही थी लेकिन अचानक से इनपुट पावर में वृद्धि कर दी जाती है इसका मतलब Pi Pe0 यानी रोटर की त्वरित शक्ति सकारात्मक है तथा पावर एंगल δ बढ़ रही है तो जैसे जैसे Pi Pe0 से बड़ा है रोटर की शक्ति धनात्मक है इसलिए δ में वृद्धि होगी शुरुआत में रोटर में संचित अतिरिक्त ऊर्जा के कारण यह δ0 से δ1 जाएगा क्योंकि इसे अचानक से Pi से बढ़ा दिया गया है यह क्षैतिज रेखा इस ज्या वक्र को इस बिंदु पर काट रही है यह आपका शक्ति वक्र है जब कभी भी मेरा मतलब δ0 से δ1 यानी रोटर में संचित अतिरिक्त ऊर्जा जो Pi - Pe dδ है यह क्षेत्रफल a b d यानी यह A1 है तथा Pe Pmax sin है इसलिए हम क्षेत्रफल A1 को dδ लिख रहे हैं इसे मैं समीकरण 42 लिख रहा हूं और यह आरंभिक त्वरण के कारण रोटर में संचित अतिरिक्त ऊर्जा है क्योंकि जैसे ही इनपुट पावर को Pi से बढ़ाया जाता है इसमें त्वरण होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब अतिरिक्त संचित ऊर्जा यह क्षेत्रफल A1 होगा इसी प्रकार δ में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ता है क्योंकि यदि δ में बढ़ोतरी होती है तो इलेक्ट्रिकल पावर Pe भी बढ़ेगा और जब δ δ1 होगा तब इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट पावर Piबराबर हो जाएगा मतलब जब δ δ1 होगा तब Pe Pmax sin प्राप्त होगा मतलब इस वक्त Pi Pmax sin के बराबर है यदि ऐसा है मतलब इस बिंदु पर त्वरित शक्ति 0 है क्योंकि जब यह Pi Pmax sin के बराबर है तब δ δ1 है यानी इस वक्त Pi Pmax sin के बराबर है मैंने यहां लिखा है δ δ1 है और Pi Pe1 यानी Pmax sin के बराबर है तो यहां इस बिंदु पर त्वरित शक्ति 0 है यद्यपि इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट पावर के समान है और इस स्थिति में त्वरित शक्ति 0 है फिर भी रोटर की गति सिंक्रोनस गति से ज्यादा है क्योंकि यह त्वरित हो रहा था इसका मतलब δ और इलेक्ट्रिकल पावर Pe लगातार बढ़ता रहेगा लेकिन इतनी देर तक यह सभी बढ़ते रहेंगे तो यह रोटर सिंक्रोनस गति से ज्यादा गति पर है और जैसे जैसे δ बढ़ेगा अर्थात यदि δ1 बढ़ रही है इसका मतलब P Pi है अर्थात इस वक्त Pe Pi है क्योंकि इस बिंदु पर Pe Pi है इसके बाद रोटर धीमा होना शुरू हो जाता है जब तक कि यह बिंदु c पर सिंक्रोनस गति को प्राप्त करता है अर्थात रोटर सिंक्रोनस गति से ज्यादा गति पर कार्य कर रहा है इस प्रकार δ और इलेक्ट्रिकल पावर Pe लगातार बढ़ते रहेंगे इसी कारण से Pi Pe ऋणात्मक है इसलिए यदि Pi ऋणात्मक है रोटर धीमा होगा मान लीजिए कि रोटर की गति यानी सिंक्रोनस गति के तरफ घटते हुए आ रही है तथा जब यह सिंक्रोनस गति को प्राप्त करती है तब δ δ2 होता है मान लीजिए कि यह बिंदु c है इसलिए समीकरण 42 के अनुसार रोटर को बिंदु b से अवश्य गुजरना चाहिए जब तक की घूमती हुई द्रव्यमान के द्वारा समान ऊर्जा ना प्रदान कर दी जाए इस बिंदु तक ऊर्जा संचित थी और यह जब बिंदु a पर पहुंचेगी यह दोलन करेगी जब ये पूर्व बिंदु b से ना गुजर जाए इसलिए जब δ δ2 होता है तब इसे हम द्रव्यमान के द्वारा समान ऊर्जा प्रदान करना कहते हैं यानी जो भी ऊर्जा संचित थी उतनी ऊर्जा वापस दे दी जाएगी इसलिए रोटर में गति कम होने के कारण के यह वापस से सिंक्रोनस गति पर आ जाती है अपने में संचित हुई ऊर्जा को प्रदान करके रोटर द्वारा दी गई ऊर्जा क्योंकि यह वापस सिंक्रोनस गति तक पहुँच जाती है इस प्रकार लिखा जा सकता है क्योंकि इस वक्त Pe Pi इसलिए इसका इंटीग्रेशन δ1से δ2 और यह 12 d क्षेत्रफल bce क्षेत्रफल A2 bce है कुछ पुस्तक में आपको अवत्वरण ऊर्जा मिल सकती है यहां मैं भी लिख रहा हूं δ1से δ2 d यह आंतरिक क्षेत्रफल ऋणात्मक हो जाएगा A1 का क्षेत्रफल A2 का क्षेत्रफल लेकिन इस स्थिति में अगर आप Pi Pe अवत्वरण लेंगे तो यह ऋणात्मक हो जाएगा यहां यह संचित कर रहा है इसलिए यह धनात्मक होगा और यह अवत्वरीत इसलिए ऋणात्मक होगा इसलिए हम यहां 12 d लिख रहे हैं क्षेत्रफल bce A2 का क्षेत्रफल है अब रोटर बिंदु b पर स्विंग कर रहा है यहां एंगल δ2 है इसका मतलब रोटर δ2 तक करेगा और क्षेत्रफल A2 होगा और यह क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2 के बराबर अवश्य होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको कहा था की रोटर पहले बिंदु b पर स्विंग करेगा जब तक कि उर्जा की समान मात्रा जेनरेटर के द्वारा घूमने वाले द्रव्यमान को नहीं दी जाती इसलिए इस स्थिति में क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2 होगा अब हमारी आधारभूत अवधारणा क्या है क्योंकि अचानक से पावर को Pi से बढ़ा दिया गया है इसलिए इस स्थिति में Pi Peo से ज्यादा होगा इसलिए रोटर त्वरित होना शुरू कर देगा और यह जब बिंदु δ δ1 आएगा तब उस वक्त Pi Pe के बराबर होगा इसका मतलब त्वरीत शक्ति 0 होगी उस बिंदु पर रोटर सिंक्रोनस गति से ऊपर के गति पर घूम रही है इसका मतलब δ में वृद्धि होते रहेगी यह तब तक बढ़ते रहेगा जब तक की बिंदु c ना आ जाए यानी δ2 और ये ऊर्जा की बराबर मात्रा प्रदान करता है क्योंकि यह A1 है इसलिए यह c की ओर जा रहा है वास्तव में यह वापस स्विंग करेगा और आगे पीछे दोलन करता रहेगा तथा डैंपिंग के कारण अंततः कुछ समय बाद यह बिंदु b पर स्थित हो जाएगा यह रोटर एंगल δ0 और δ2 के बीच आगे और पीछे दोलन करेगा और अंततः यह अपने वास्तविक आवृत्ति पर स्थिर हो जाएगा इसलिए मशीन में उपस्थित डैंपिंग दोलन को समाप्त होने में मदद करती है तथा नया स्टेडी स्टेट बिंदु b पर स्थापित हो जाता है यह आगे और पीछे दोलन करता है और अंततः बिंदु b पर स्थाई हो जाता है इसलिए इसे वास्तव में समान क्षेत्रफल मापदंड कहते हैं मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझने योग्य है तो बात यह है कि जब यह इस बिंदु से गुजरता है तब पावर को Pi से बढ़ा दिया गया होता है तथा इस वक्त यह त्वरित हो रहा होता है लेकिन सिंक्रोनस गति के ऊपर जाने पर यह फिर से त्वरित हो रहा होता है लेकिन फिर भी यह सिंक्रोनस गति को प्राप्त करता है उस वक्त Pe Pi से ज्यादा होती है इसलिए यह अवत्वरीत होता है और अंत में यह बिंदु δ2 को प्राप्त करता है तो यह वास्तव में मशीन का पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक है इस प्रकार यहां क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2 है अगर आप इसका इंटीग्रेशन तक का सरलीकरण करेंगे तो आपको Pi 1 Pmax Pi Pmax प्राप्त होगा यह समीकरण 44 है लेकिन Pi Pmax sin 1 है इसलिए जब δ 1है तब Pi बराबर Pmax sin 1 है और अगर आप इसे यहां रखेंगे और सरल करेंगे तब Pmax1 0 sin 1 Pmaxcos 1 cos 0 Pmax1 2 sin 1 Pmax1 cos 2 यह समीकरण 45 है इसे आप सरल करेंगे तो कुछ पद आपस में खत्म हो जाएंगे मैं आपको अंतिम उत्तर दे रहा हूं यदि इसे आप सरल करते हैं तब यह 2 1 sin 1 cos 2 cos 0 0 हो जाएगा यहां समीकरण 46 है तो यह वास्तव में इक्वल एरिया क्राइटेरिया है यहां विभिन्न शर्त हैं इसके लिए हम अगली कक्षा में प्रश्न को हल करेंगे एक सिंक्रोनस जनरेटर इसकी क्षमता 500 MW पावर है जिसका पावर एंगल 80 है इनपुट शाफ़्ट पावर को कितने मात्रा से बढ़ाया जाए ताकि स्थायित्व में कोई भी हानि ना हो मान लीजिए कि Pmax अचर है इस प्रकार के प्रश्न को गणितीय विकास के लिए लिया गया है लेकिन हम क्या करेंगे इस Pe0 अचानक Pi से बढ़ा दिया गया है और यह अधिकतम एंगल m तक जा सकता है अगर यह m से ज्यादा चला जाए तब Pe Pi से कम हो जाएगा तथा सिस्टम अस्थाई हो जाएगा इसलिए Pe0 Pmax sin 0 तथा 0 80 है यानी यह 699 MW आ रहा है अब m पावर एंगल है जहां तक मशीन बिना सिंक्रोनीजम लूज किए घूम सकती है अगर यह एंगल के आगे Pi जाता है मेरा मतलब यहां कहीं पर तब Pi Pe से ज्यादा होगा और यह सिंक्रोनीजम लूज कर देगा इसलिए अधिक से अधिक यह m तक ही जा सकता है यह आपका δ m है तथा Pi Peसे ज्यादा नहीं हो सकता और इस m से आगे जाने पर मशीन त्वरित होना शुरू कर देगा तो यह पावर एंगल कैरेक्टरस्टिक्स है इस चित्र से हमने इसका वर्णन किया है इसलिए यह समीकरण 46 है इसका मतलब इस समीकरण में इस ग्राफ से m δ के बराबर है क्योंकि यह है इसलिए m 1 के बराबर है इसका मतलब इस समीकरण में 2 m 1 के बराबर है तो यहां हम 2 तक गए हैं लेकिन यहां 2 m है इस समीकरण में 2 के बदले वास्तव में m 1 है यह आपके समझने के लिए है तो समीकरण 46 में आप 2 के बदले 1 रखें क्योंकि यह 1 से m तक जा सकता है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तब आपको 0 80 0139 rad प्राप्त होगा लगभग 014 के आसपास और अगर आप इन सभी मान को यहां रखते हैं तब यह लगभग 014 होगा इसलिए यह मैं लगभग 3 ले रहा हूं 1 sin 1 cos 1 099 0 होगा फिर 1 लगभग 500प्राप्त होगा मैं फिर से दोहरा रहा हूं यह m कुछ नहीं बल्कि 2 है तो इसके साथ इस डायग्राम में Pef Pmax sin 1 है इसलिए यह δ δ1 है इसलिए Pmax sin 1 500 sin 50 बराबर 38302 MW शुरुआत में मशीन के द्वारा प्रदान की गई पावर 696 MW था अब बिना स्थायित्व को खोए हुए सिस्टम Pef Pe0 यानी 38302 696 जोकि 31342 MWPhase के बराबर है थ्री फेज है इसलिए 3 से गुना होगा तथा यह 9403MW हो जाएगा फिर से एक बार इस व्याख्यान को खत्म करने से पहले मैं यह बता दूं कि यह δmज्यादा नहीं हो सकता अगर ऐसा हुआ तो Pi Pe से ज्यादा हो जाएगा तथा मशीन त्वरित होना शुरू हो जाएगी और सिंक्रोनीजम लूज़ हो जाएगा